इसलिए हम संवहन के अगले विषय पर आगे बढ़ने जा रहे हैं इसलिए जब हमने संवहन के बारे में चर्चा की तो हमने कहा कि संवहन दो प्रकार के होते हैं एक मजबूर संवहन है जहां आपके पास एक निश्चित दबाव ढाल है जो कि किसी वस्तु में द्रव तेजी से बह रहा है और वह अलग ज्यामितीय हो सकता है यह एक सपाट प्लेट हो सकता है यह एक सिलेंडर हो सकता है यह सिलेंडर वगैरह के अंदर हो सकता है और दूसरा समानांतर प्राकृतिक संवहन है जिसे हम मजबूर संवहन विषय को पूरा करने के बाद देखेंगे तो यहाँ आपके पास दो प्रकार हो सकते हैं एक बाहरी प्रवाह है और आंतरिक प्रवाह है आपके पास दो प्रकार हैं तो बाहरी प्रवाह इसका बहुत ही सरल उदाहरण है कि आपके पास एक सपाट प्लेट है आपके पास तरल पदार्थ है जो इस सपाट प्लेट से बह रहा है वह बाहरी प्रवाह है यह बहुत ही सरल विचार होगा तो अगर तुम देखो मान लीजिए तरल पदार्थ जो इस तालिका के पीछे बह रहा है वह सपाट प्लेट के पीछे बहने जैसा है आपके पास एक सिलेंडर भी हो सकता है आपके पास एक सिलेंडर भी हो सकता है जहां द्रव वास्तव में इस सिलेंडर के लंबवत बह रहा है वह एक संभावना है जहां द्रव अब वक्र सतह के अनुदिश प्रवाहित हो रहा है इस सिलेंडर की घुमावदार सतह के साथ आपके पास तरल पदार्थ भी हो सकता है जो वास्तव में अक्षीय दिशा में बह रहा है सिलेंडर की वक्र सतह के समानांतर वास्तव में आपके लेमिनार प्रवाह प्रयोगों और अशांत प्रवाह प्रयोगों में यही है जहां द्रव वास्तव में आंतरिक सिलेंडर की बाहरी घुमावदार सतह से तेजी से बह रहा है अब आपके पास आंतरिक प्रवाह हो सकता है जहां आपके पास एक सिलेंडर हो सकता है जहां आपके पास तरल पदार्थ है जो एक ट्यूब से बह रहा है जिसे पाइप प्रवाह कहा जाता है आपके पास एक पाइप प्रवाह हो सकता है जहां द्रव ट्यूब के अंदर से बह रहा है और आपके पास विभिन्न स्थिति हो सकती है आपको लेमिनार की स्थिति हो सकती है आपको अशांत स्थिति वगैरह हो सकती है तो हम इन तीन ज्यामिति और कुछ अन्य साधारण मामलों को देखने जा रहे हैं जिन्हें हम इन बाहरी और आंतरिक प्रवाहों में देखने जा रहे हैं अब इससे पहले कि हम इसके विवरण पर जाएं 2 तरीके हैं तो ध्यान दें कि उद्देश्य गर्मी परिवहन गुणांक और बड़े पैमाने पर परिवहन गुणांक स्थानीय और औसत का पता लगाना है तो हम यही खोजना चाहते हैं यही इन सभी समस्याओं का उद्देश्य है इसलिए उस पर जाने से पहले हम दो संभावनाओं को देखने जा रहे हैं एक अनुभवजन्य अनुमान है अनुभवजन्य अनुमान की संभावना को देखने जा रहे हैं और आप सैद्धांतिक अनुमान को देखने जा रहे हैं आप इन दोनों संभावनाओं को देखने जा रहे हैं अनुभवजन्य अनुमान में हम विभिन्न प्रकार के प्रयोगों को देखने जा रहे हैं जो प्रदर्शन किए गए हैं और इन प्रयोगों के आधार पर ऊष्मा परिवहन और द्रव्यमान परिवहन गुणांक कैसे निकाला जाए और एक छोटा विषय होगा जो आप अगले व्याख्यान में देखेंगे और उसके बाद हम सैद्धांतिक अनुमान में जाएंगे ध्यान दें कि जब मैं सैद्धांतिक अनुमान कहता हूं हम हमेशा पूर्ण विश्लेषणात्मक समाधान खोजने की कोशिश नहीं कर रहे हैं हम चाहते हैं कि नुसेल्ट नंबर और शेरवुड नंबर का पता लगाएं आपको याद होगा कि नुसेल्ट संख्या और शेरवुड संख्या केवल सीमा पर ढाल से संबंधित है इसलिए यदि हम उस ढाल को जानते हैं जो हम कर रहे हैं याद रखें कि नुसेल्ट नंबर और कुछ नहीं बल्कि dTstar by dxstar at ystar बराबर 0 है और इसी तरह शेरवुड नंबर dCAstar by dxstar at ystar बराबर 0 dyस्टार सॉरी है जो y होना चाहिए तो हमें केवल सीमा पर ढाल की आवश्यकता है इसलिए हमें सब कुछ हल करने और संपूर्ण तापमान प्रोफ़ाइल और एकाग्रता प्रोफ़ाइल खोजने की आवश्यकता नहीं है अगर हम ग्रेडिएंट खोजने में सक्षम हैं तो हम अच्छे हैं हम जो पाना चाहते थे उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हैं तो आप जो देखने जा रहे हैं वह सब कुछ हल करने के बजाय आप यह देखने जा रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की समस्याओं के लिए इन ग्रेडिएंट्स को कैसे खोजा जाए यह संभव है कि कुछ मामलों में आपको पूरे समीकरणों को हल करना पड़े और आपको इन ग्रेडिएंट्स को विभिन्न गुणों पर उत्पन्न करना होगा और कुछ मामलों में आप सीधे ग्रेडिएंट ढूंढने में सक्षम हो सकते हैं तो आइए हम फ्लैट प्लेट के पिछले प्रवाह के मामले से शुरू करें फ्लैट प्लेट के पिछले प्रवाह मान लीजिए कोई तरल पदार्थ है जो अनंत वेग से बह रहा है और मान लें कि तापमान T इनफिनिटी कहने के लिए है और यह एक सीमा परत होने जा रहा है तो अगर हम मान लें कि प्रवाह पूरी तरह से विकसित है पूरी तरह से विकसित और यह एक असंपीड्य तरल पदार्थ है मान लें कि यह एक असंपीड्य द्रव है और अगर हम यह भी मान लें कि यह स्थिर अवस्था में है इतना ही नहीं यदि हम यह मान लें कि कोई त्वरण नहीं है वास्तव में यदि आप एक स्थिर प्रवाह बनाए रखना चाहते हैं ठीक है यदि आप एक स्थिर प्रवाह बनाए रखना चाहते हैं तो आप एक निरंतर दबाव प्रवणता बनाए रखना चाहते हैं जहां आप एक नहीं बनाए रखते हैं कोई त्वरण नहीं है इसलिए हम जानते हैं कि दबाव प्रवणता क्या है हम मानते हैं कि हम जानते हैं कि dPstar by dxstar जाना जाता है वास्तव में यदि हम इसे ठीक से मापते हैं तो आप वास्तव में dxstar द्वारा उस निश्चित 0 मान dPstar को बनाए रख सकते हैं ध्यान दें कि यह एक छोटा दबाव है अब यह है यदि आप 0 त्वरण बनाए रखना चाहते हैं इसलिए यदि आप अपना दबाव बढ़ाते हैं तो हम कुछ ही देर में उस पर पहुंच जाएंगे तो आइए मान लें कि यह ज्ञात है कि यह स्थिर है और आपके पास एक तरल पदार्थ है जो निरंतर वेग से बह रहा है यह निरंतर वेग से बह रहा है और इसलिए शुद्ध त्वरण और इसलिए यदि आप उन्हें ठीक से मापते हैं तो शुद्ध दबाव ढाल 0 है तो अब हमने कहा कि दो दृष्टिकोण हैं एक अनुभवजन्य दृष्टिकोण है तो हम पहले अनुभवजन्य दृष्टिकोण से शुरू करेंगे और फिर हम बाद में सैद्धांतिक दृष्टिकोण की ओर बढ़ेंगे तो मान लीजिए कि अनुभवजन्य दृष्टिकोण के निर्माण के लिए है मान लीजिए कि मेरे पास हीटिंग तत्व है आइए हम कहें कि मैं जानता हूं कि प्लेट को कैसे गर्म किया जाता है यह कोई बुरी बात नहीं है इन प्रयोगों को लागू करना बहुत आसान है और यह एक शक्ति स्रोत से जुड़ा है इसलिए मैं प्लेट को एक निश्चित दर से गर्म करने जा रहा हूं तो जिस दर पर गरम किया जाता है वह I गुणा E द्वारा दिया जाता है जहां I वर्तमान है और E संभावित अंतर है लेकिन मान लीजिए कि कोई तरल पदार्थ है जो एक निश्चित वेग से इस समतल प्लेट से होकर बह रहा है अब स्थिर अवस्था में आप अपेक्षा करते हैं कि हम सपाट प्लेट का तापमान बनाए रखें तो हम कहते हैं कि फ्लैट प्लेट का तापमान बनाए रखा जाता है कि Ts तो फ्लैट प्लेट को जितनी गर्मी की आपूर्ति की जाती है उसे इस तरह से नियंत्रित किया जाता है कि फ्लैट प्लेट का तापमान उस तापमान पर बना रहे इसलिए प्लेट से द्रव में स्थिर अवस्था में स्थानांतरित होने वाली ऊष्मा की मात्रा h द्वारा दी जाती है जो ताप परिवहन के सतह क्षेत्र को तापमान प्रवणता से गुणा करती है यह h औसत या स्थानीय होना चाहिए यह औसत होना चाहिए क्योंकि आप यहां जितनी गर्मी की आपूर्ति कर रहे हैं वह प्लेट को आपूर्ति की जाने वाली गर्मी की कुल मात्रा है इसलिए यदि आप प्लेट से द्रव में स्थानांतरित होने वाली गर्मी की कुल मात्रा को देखना चाहते हैं तो आपको वास्तव में औसत ताप परिवहन गुणांक का उपयोग करना चाहिए तब वह I गुना E के बराबर होना चाहिए जिसे देखना मुश्किल नहीं है तो यहाँ से प्रयोगात्मक रूप से कोई hbar का अनुमान लगा सकता है तो अगर मैं एक सबस्क्रिप्ट एल डालता हूं अगर एल प्लेट की लंबाई है इसलिए अगर मैं कहूं कि यह प्लेट की लंबाई के आधार पर औसत ताप परिवहन गुणांक है तो hL I गुणा E होगा जो Ts घटा T इनफिनिटी से विभाजित होगा काफी उचित तो हम जानते हैं कि ऊष्मा परिवहन गुणांक प्रयोग की गणना कैसे की जाती है अब तो हमने कहा कि क्लिंटन कोल बर्न सादृश्य में कार्यात्मक रूप जो कि जेएच कारक है स्टैंटन संख्या को प्रांटल द्वारा 2 से 3 की शक्ति से गुणा किया जाता है तो यहाँ से कोई यह अनुमान लगा सकता है कि नुसेल्ट संख्या रेनॉल्ड्स संख्या और प्रांड्ल संख्या का एक फलन होना चाहिए तो निश्चित रूप से कोई यह अनुमान लगा सकता है कि जिस घातांक को आप n की घात के लिए P प्राप्त करेंगे तो वह प्रतिपादक सक्रिय रूप से 1 बटा 3 होना चाहिए हम इस क्लिंटन कोलबर्न सादृश्य से अनुमान लगा सकते हैं लेकिन फिर मान लेते हैं कि एक सामान्य कार्य रूप है मैं एक प्रयोग कर रहा हूं कोई कारण नहीं है कि मुझे यह मान लेना चाहिए कि एक निश्चित कार्यात्मक रूप है यदि कोई निश्चित कार्यात्मक रूप है तो उसे वास्तव में प्रयोगों से बाहर आना चाहिए याद रखें कि जब भी आप कोई मॉडल लिखते हैं या कोई प्रयोग लिखते हैं तो कुछ भी न मानकर शुरुआत करना हमेशा बेहतर होता है माफ़ कीजिए हाँ यह औसत होना चाहिए ठीक है इसलिए क्योंकि हम यही मापने जा रहे हैं इसलिए कुछ भी न मानकर शुरुआत करना बेहतर है तो मान लें कि हम नहीं जानते कि यह कार्यात्मक रूप क्या है और क्या हम प्रयोगों से इसका पता लगा सकते हैं कोई भी जवाब हां आप कर सकते हैं इसलिए हालांकि यह कहना बहुत सही बात नहीं है कि जिस व्यक्ति ने प्रयोग किए और कार्यात्मक रूप पाया उसने बिना किसी आधार के किया यह वास्तव में सही नहीं है इसलिए उन्होंने वास्तव में विश्लेषणात्मक सैद्धांतिक दृष्टिकोण किया है और यह पता लगाया है कि इन आंकड़ों को तैयार करने का सही तरीका क्या होना चाहिए तो याद रखें कि जब तक आप यह नहीं जानते कि नुसेल्ट नंबर और प्रांडल नंबर महत्वपूर्ण हैं तब तक आप कार्यात्मक रूप प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो उन्होंने क्या किया होगा कि मैंने पहले नुसेल्ट नंबर बनाम रेनॉल्ड्स नंबर का प्लॉट बनाया होगा विभिन्न प्रांड्टल नंबरों पर विभिन्न प्रांटल नंबर मान तो ध्यान दें कि प्रांड्ल संख्या द्रव का गुण है इसलिए यदि आप द्रव को बदल सकते हैं तो आप अलग अलग तरल पदार्थ या अलग अलग तापमान के साथ प्रयोग करते हैं जहां अब आप थर्मल डिफ्यूज़िविटी और तरल पदार्थ की गति विसरण को नियंत्रित करने में सक्षम हैं तो आप इन प्रयोगों को कई बार दोहरा सकते हैं और इसलिए उन्होंने जो किया वह इस औसत नुसेल्ट संख्या के लॉग का एक प्लॉट बना दिया तो ध्यान दें कि औसत नुसेल्ट संख्या प्लेट की लंबाई में hLbar है जो तरल की चालकता kf से विभाजित है तो आप जानते हैं kf आप लंबाई जानते हैं और आप अपने प्रयोगों से औसत ताप परिवहन गुणांक जानते हैं और आप प्रवाह की रेनॉल्ड्स संख्या जानते हैं तो यह संयोग से नहीं है कि उन्होंने पाया कि आपको लॉगलॉग प्लॉट करना है यह वास्तव में इनमें से कुछ सैद्धांतिक कोलबर्न सादृश्य का उपयोग यह समझने के लिए किया गया था कि इस डेटा से जानकारी निकालने के लिए आपको किस कार्यात्मक रूप का उपयोग करना चाहिए इसलिए उन्होंने प्रांदल संख्या के विभिन्न मूल्यों के लिए एक प्लॉट बनाया पीआर1 पीआर2 वगैरह प्रांटल संख्या के विभिन्न मूल्य और फिर क्या किया गया उन्होंने पाया कि रेनॉल्ड्स संख्या और प्रांटल संख्या के बीच कुछ संबंध है जब अगले चरण के बारे में कहा गया तो आइए हम n के घात के लिए नुसेल्ट संख्या के लघुगणक को देखने का प्रयास करें हम अभी भी नहीं जानते हैं कि घातांक क्या है और रेनॉल्ड्स संख्या रेनॉल्ड्स संख्या को n के घात में लॉग करें तो आइए हम एक कथानक बनाने का प्रयास करें क्योंकि उन्हें चिल्टन कोलबर्न सादृश्य से कुछ अंतर्दृष्टि मिली है और उन्होंने इस वक्र का एक प्लॉट बनाया और फिर आपको किसी प्रकार का सीधा सीधा संबंध मिलता है तो ध्यान दें कि यह 100 साल पहले 100 साल से भी पहले की बात है और इसलिए उन दिनों आप जानते हैं कि एक सीधी रेखा का प्लॉट प्राप्त करना बिंगो की तरह है हम हमेशा देखना चाहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं ताकि आप चीजों को सीधी रेखा की ओर ले जा सकें उनके पास कभी उत्कृष्टता नहीं थी एक्सेल था उन दिनों एक्सेल की अवधारणा ही मौजूद नहीं थी तो कंप्यूटर की अवधारणा ही मौजूद नहीं थी इसलिए उन्होंने जो भी समाधान किए जो भी समस्याएं उन्होंने देखीं वे इसे एक ऐसे रूप में लाने का प्रयास करना चाहते हैं जिसे आपके हाथ की गणना का उपयोग करके मैन्युअल रूप से फिट किया जा सके इसलिए वे इसे कुछ भी मानकर नहीं बल्कि चिल्टन कोलबर्न सादृश्य का उपयोग करके प्राप्त होने वाले कार्यात्मक रूप को देखकर इसे सीधी रेखा के रूप में लाने का प्रयास करते हैं तो इसलिए उन्होंने पाया कि कुछ स्थिरता को शक्ति n से गुणा किया जाना चाहिए और प्रांटल को n की शक्ति से गुणा किया जाना चाहिए तो अब अभ्यास केवल यह पता लगाने के लिए होगा कि ये स्थिरांक C m और n क्या हैं इसलिए प्रयोगात्मक डेटा से यदि आपके पास सांख्यिकीय रूप से पर्याप्त संख्या में डेटा है तो कोई भी हमेशा सवाल कर सकता है कि सांख्यिकीय रूप से पर्याप्त का क्या मतलब है लेकिन मान लें कि हम जानते हैं कि सांख्यिकीय रूप से पर्याप्त संख्या क्या है इसलिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में डेटा है जो आपको m और n की गणना करने में सक्षम होना चाहिए यह बहुत उबाऊ काम है लेकिन किसी ने यह उबाऊ काम किया है यह ऐसा है जैसे आप जानते हैं कि एक तरल पदार्थ डालने के लिए एक प्लेट रखें इसे मापें इसे एक और तरल पदार्थ डालें तापमान को मापें यह बहुत उबाऊ चीजें हैं लेकिन किसी ने हमारे लिए यह किया है शायद ऐसा नहीं करने जा रहा है और मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई इस तरह का प्रयोग कभी करेगा तो लोगों ने यह सब किया है वास्तव में लोगों ने इसे विभिन्न प्रकार की ज्यामिति के लिए किया है लेकिन जो अधिक दिलचस्प है वह यह देखना है कि विभिन्न सैद्धांतिक दृष्टिकोण क्या हैं हाँ यह करता है सिवाय इसके कि ये प्रतिपादक भिन्न हैं छात्र हाँ यह करता है और वास्तव में आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की ज्यामिति के लिए एक बहुत ही समान कार्यात्मक रूप है जिसे आप देखेंगे चाहे वह बाहरी या आंतरिक प्रवाह हो इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण वे हैं जिन्होंने लेमिनार के अशांत प्रवाह प्रयोग किए हैं आपको यह कार्यात्मक रूप दिखाई देगा जो आपको बाहरी प्रवाह और आंतरिक प्रवाह दोनों के लिए दिया गया है चाहे वह एक ट्यूब के माध्यम से प्रवाह हो चाहे वह एक ट्यूब में तेजी से प्रवाह हो एक सपाट प्लेट को तेजी से प्रवाहित करें चाहे वह किसी भी तरह का हो तो यह एक बहुत ही सर्वव्यापी कार्यात्मक रूप है जिसे आप सभी प्रकार के ज्यामितीयों में देखेंगे और इसके सर्वव्यापी होने का कारण चिल्टन कोलबर्न सादृश्य है हमने यह नहीं माना था कि हमने केवल यह कहा है कि यह एक फ्लैट प्लेट है लेकिन अगर हम कहें कि यह लैप्लासियन और कार्टेशियन निर्देशांक होने के बजाय सिलेंडर है तो आपके पास बेलनाकार निर्देशांक में लाप्लासियन होगा कार्यात्मक रूप अभी भी वही रहता है वास्तव में जब हम यह सादृश्य बनाते हैं यह एक बहुत ही सामान्य सादृश्य है जो लगभग सभी ज्यामिति के लिए मान्य है कि हमने सोचा नहीं था तो पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के लिए और अधिक दिलचस्प क्या है यह सैद्धांतिक दृष्टिकोण है यद्यपि आपको पता होना चाहिए कि कुछ सैद्धांतिक भविष्यवाणियों को सत्यापित करने के लिए किस अनुभवजन्य दृष्टिकोण का उपयोग किया गया था तो इसके बाद आप जो विस्तार से देखेंगे वह सैद्धांतिक दृष्टिकोण होगा जिसका उपयोग किया गया है और यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आपको जो समीकरण मिले जो समीकरण आपको पहले मिले वे सभी गैर रैखिक थे तो ध्यान दें कि तापमान और एकाग्रता समीकरण वे गैर रैखिक थे क्योंकि इसमें तापमान और वेग दोनों कार्य होते हैं तो यह एक रैखिक समीकरण नहीं है और हमेशा आप विश्लेषणात्मक समाधान नहीं खोज पाएंगे अधिकांश पाठ्यक्रम में हमने जो देखा है उसके विपरीत आप उन सभी मॉडल समीकरणों के लिए विश्लेषणात्मक समाधान नहीं खोज पाएंगे जिन्हें आप यहां लिखेंगे इसका मतलब यह नहीं है कि जो हो रहा है उसके बारे में आपको जानकारी नहीं मिल सकती है आप अभी भी कुछ अनुमानित समाधान करने में सक्षम होंगे तो ध्यान दें कि ये चीजें कई दशक पहले की गई थीं जब कंप्यूटर मौजूद नहीं थे इसलिए उनके पास समाधान खोजने के कुछ नए तरीके हैं उदाहरण के लिए श्रेणी बहुपद हल एक है इसलिए लोगों ने विभिन्न विधियों को देखा और विभिन्न गणितीय तकनीकों का उपयोग करके इन गैर रैखिक समस्या को हल किया और निश्चित रूप से अब आप हमेशा जा सकते हैं और इसे गणित प्रयोगशाला या किसी अन्य कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर में हल कर सकते हैं और आपको समान समाधान खोजने में सक्षम होना चाहिए अब यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उद्देश्य तो याद रखें कि इन सभी समस्याओं में हम जो सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं वह औसत गर्मी परिवहन गुणांक क्या है औसत द्रव्यमान हस्तांतरण गुणांक क्या है इसलिए हमें वास्तव में पूर्ण तापमान प्रोफ़ाइल और पूर्ण एकाग्रता प्रोफ़ाइल की आवश्यकता नहीं है हमारे पास यह अच्छा अच्छा और अच्छा है लेकिन यह वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है जो महत्वपूर्ण है वह केवल औसत है और यह केवल सीमा पर तापमान प्रवणता और सीमा पर सांद्रता प्रवणता पर निर्भर करता है इसलिए यदि हम किसी दी गई समस्या के लिए इन दो मात्राओं को खोजने में सक्षम हैं तो हम कर चुके हैं इसलिए लोगों ने जो तरीके विकसित किए हैं श्रृंखला समाधान वगैरह वगैरह उन्होंने किसी भी प्रकार की ज्यामिति के लिए इन दो मात्राओं को खोजने पर ध्यान केंद्रित किया है जिसमें किसी की दिलचस्पी थी